जहां तक किसी भी मशीन का संबंध है आउटपुट रेटिंग वह होती है जो वास्तव में नेम प्लेट डिटेल पर उल्लिखित है अगर नेम प्लेट डिटेल पर 1 किलो वाट लिखा है इस का मतलब है कि आउटपुट 1 किलो वाट है जहां तक डीसी मशीन का संबंध है हम केवीए और किलोवाट के बीच कोई अंतर नहीं करने जा रहे हैं किसी भी पावर फैक्टर का कोई सवाल ही नहीं है इसलिए चाहे हम डीसी मोटर को देखें या चाहे हम डीसी जेनरेटर को देख रहे हों पावर हमेशा किलो वाट मे दी जाएगी और यह आउटपुट पावर होगी अगर यह जेनरेटर है तो हम इलेक्ट्रिकल आउटपुट के बारे में बात कर रहे हैं और अगर यह मोटर है तो हम मैकेनिकल आउटपुट के बारे में बात कर रहे हैं अगर मैं सामान्य रूप से 1 किलो वाट की मशीन के बारे में बात करूँ तो चाहे वह मोटर हो या जेनरेटर 1 किलो वाट हमेशा आउटपुट को इंगित करता है और अगर यह जेनरेटर है तो मुझे स्पष्ट रूप से बताना होगा कि टर्मिनल वोल्टेज क्या है और यह कितने मैक्सिमम लोड करंट की आपूर्ति कर सकता है क्योंकि मैं यह मानकर चल रहा हूं कि भले ही आर्मेचर करंट लोड करंट की तुलना में थोड़ा अधिक हो जो कि फ़ील्ड करंट की वजह से होता है और किसी डाइरेक्ट करंट मशीन में फ़ील्ड करंट की कुछ मात्रा होती है लेकिन फ़ील्ड करंट वास्तव में बहुत कम होता है जिसकी वजह से हम रेटिंग के बारे में बात करते समय इसकी उपेक्षा कर सकते हैं तो मैं यह कहने जा रहा हूं कि यह लोड करंट है जो मेरी मशीन आपूर्ति कर सकती है लेकिन जब मैं इस बारे में बात कर रहा हूं कि मैं एक मशीन को कितना ओवर लोड कर सकता हूं हम आमतौर पर इस बारे में कम्यूटेटर क्षमता के संदर्भ में बात करते हैं करंट में किसी भी वृद्धि के लिए कम्यूटेटर बेहद संवेदनशील होता है इसलिए अगर हम आमतौर पर 10 एम्पीयर करंट को कम्यूटेट कर पाते हैं तो हो सकता है कि यह 20 एम्पीयर तक कम्यूटेट करे दो गुना से ज्यादा नहीं आम तौर पर कुछ डीसी मशीन के ओवर लोड की क्षमता सामान्य रेटेड करंट की दो गुना होती है अगर मैं एक मोटर की बात करूँ तो सबसे पहले यह देखना होगा कि मैं कितना वोल्टेज लगा रहा हूं क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को लेकर चिंतित हूं यहां अगर हम जेनरेटर की बात करें तो इसकी प्राइम मूवर स्पीड निर्दिष्ट करेंगे प्राइम मूवर स्पीड क्या है और उस प्राइम मूवर स्पीड और रेटेड फील्ड करंट के अनुरूप मैं रेटेड ओपन सर्किट वोल्टेज उत्पन्न करने में सक्षम होऊंगा जो टर्मिनल वोल्टेज से थोड़ा अधिक होगा टर्मिनल वोल्टेज 220 है तो ओपन सर्किट वोल्टेज 230 हो सकता है हम यहां रेटेड फील्ड करंट को उल्लिखित करने जा रहे हैं जिस पर उत्पन्न वोल्टेज रेटेड वोल्टेज के बराबर होगा जो टर्मिनल वोल्टेज से कुछ अधिक हो सकता है यही कारण है कि हमें रेगुलेशन मिलता है आइडियल जेनरेटर में यह विसंगति नहीं होती है लेकिन आर्मेचर रजिस्टेंस आरए जो एक परिमित मूल्य है के कारण कुछ इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप होगा जो इस जेनरेटर में वोल्टेज रेगुलेशन का कारण बनता है यह किसी भी मशीन के लिए सही है चाहे हम सिंक्रोनस मशीन की बात करें चाहे हम ट्रांसफार्मर की बात करें चाहे हम डीसी जेनरेटर की बात करें यहाँ हम इलेक्ट्रिकल आउटपुट के बारे में बात कर रहे हैं जबकि अगर हम मोटर के बारे में बात करते हैं तो हम आमतौर पर यह कहते हैं कि रेटेड स्पीड क्या है रेटेड स्पीड तब प्राप्त होती है जब मशीन पर रेटेड वोल्टेज लागू किया जाता है मशीन लगभग रेटेड करंट को आकर्षित करती है और मैंने रेटेड एक्साइटेशन दी है और मैं मशीन से रेटेड टॉर्क या रेटेड पावर ले रहा हूं जब सब कुछ रेटेड स्थिति में है तो जो भी स्पीड प्राप्त होगी वह रेटेड स्पीड है तो मशीन के इस स्पीड टॉर्क करैक्टेरिस्टिक्स को देखकर अगर हम कहें कि यह मशीन की स्पीड टॉर्क करैक्टेरिस्टिक्स है यह स्पीड 𝜔 है और यह टॉर्क है यह Terated या TLrated हो सकता है जो कुछ भी हो एक दूसरे के साथ मैच करना है अब आप अच्छी तरह से ध्यान दें कि यह वह स्पीड है जिस पर मशीन इस रेटेड टॉर्क की स्थिति में चलने वाली है तो यह 𝜔rated है जबकि यह 𝜔NL है 𝜔NL निश्चित रूप से किसी भी मशीन में 𝜔rated की तुलना में थोड़ा अधिक होगा यह इंडक्शन मशीन के लिए सही है जब यह मोटर के रूप में काम कर रहा हो डीसी मशीन के मामले में भी यह सही है जब यह शंट मोटर या सेपरेटली एक्साइटेड मोटर के रूप में काम कर रहा हो यह केवल सिंक्रोनस मोटर के लिए सही नहीं है क्योंकि सिंक्रोनस मोटर विशेष गति पर चलेगी या बिल्कुल नहीं चलेगी तो यहां हमें जो स्पीड मिलेगी वह मूल रूप से सिंक्रोनस स्पीड होगी चाहे जो भी हो तो यहां आप को ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं मिलेगी यहां आप को एक स्टेडी कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी मेरा मतलब है कि यह नीचे नहीं आ सकती है यह एक सीधी रेखा क्षैतिज सीधी रेखा होगी तो यह मेरी सिंक्रोनस स्पीड है चाहे टार्क जो भी हो इस तरह से सिंक्रोनस मोटर होगी तो यह आपकी सिंक्रोनस मोटर की कैरेक्टरिस्टिक हैं जबकि यह सेपरेटली एक्साइटेड या शंट मोटर की कैरेक्टरिस्टिक हैं इसलिए मोटर में जो हम विद्युत मात्रा के रूप में निर्दिष्ट करते हैं वह वोल्टेज होगा जो मैं लागू कर रहा हूं जो कि सामान्य रूप से Va या V है और मशीन अधिकतम कितना लाइन करंट आकर्षित कर सकती है यदि यह शंट मशीन है तो आर्मेचर करंट और फील्ड करंट दोनों से मिलकर बनेगा और हम यह कहने जा रहे हैं कि यह अधिकतम किलो वाट है जिसे यह आपूर्ति कर सकती है इसलिए यदि मैं कहूं कि VtIL मोटर द्वारा आकर्षित की गई कुल पॉवर है तो यह किलो वाट आउटपुट से स्पष्ट रूप से अधिक होगी क्योंकि इफिशन्सी 100 प्रतिशत नहीं हो सकती है और किलो वाट आउटपुट जो मापा जाता है वह मैकेनिकल नेचर का है जो टार्क को स्पीड से गुणा करने पर मिलेगा और एक डीसी जेनरेटर को एक प्रतिरोध जोड़कर लोड करेंगे और एक मोटर को लोड करने के लिए शाफ़्ट पर ब्रेक का उपयोग करेंगे यदि यह एक ग्राइन्डर है तो आप पीसने के लिए इसमें अधिक से अधिक सामग्री डाल देंगे जो अनिवार्य रूप से बाधा पैदा करेगा और इसे स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति नहीं देगा इसलिए हमेशा जब मशीन रेटिंग दी जाती है तो यह आउटपुट के रूप में होती है जब तक कि विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया जाता है कि हम इनपुट के बारे में बात कर रहे हैं नेम प्लेट विवरण हमेशा आउटपुट को दर्शाते हैं इंडक्शन मोटर के मामले में कभी कभी वे कह सकते हैं कि यह किस पावर फैक्टर पर फुल लोड की स्थिति में काम करेगा क्योंकि इंडक्शन मोटर जब बिना किसी लोड के स्टार्ट होता है मुख्य रूप से मैग्नेटाइजिंग करंट आकर्षित करता है इसलिए सामान्य रूप से इंडक्शन मोटर पावर फैक्टर बिना लोड की स्थिति के दौरान बहुत खराब होता है क्योंकि रोटर करेंट बहुत कम होता है जबकि मैग्नेटाइजिंग करंट नो लोड करंट का प्रमुख भाग होता है जिससे पावर फैक्टर 02 या 03 जितना खराब हो सकता है ट्रांसफार्मर पावर फैक्टर भी खराब हो सकता है या इससे भी बदतर हो सकता है क्योंकि यह चल नहीं रहा है यहाँ तक कि ये कोई रियल पॉवर भी नहीं ले रहा है इसलिए नो लोड पावर फैक्टर एक इंडक्शन मोटर में वास्तव में बहुत कम होता है लेकिन जब हम इसे लोड करते हैं तो लोड पर हम हमेशा एक रियल पॉवर मैकेनिकल पॉवर प्रदान करते हैं जिस कारण पावर फैक्टर में सुधार होता है लेकिन यह कभी भी यूनिटी नहीं हो सकता है यह हमेशा 08 या 085 हो सकता है इससे अधिक नहीं हो सकता है मैं यह कह रहा हूं कि हमें फेजर डायग्राम को जानना चाहिए जो कि ट्रांसफॉर्मर फेजर डायग्राम के समान होता है अगर मैं कहूं कि यह V1 है तो मेरे पास करंट का एक छोटा कोर लॉस कंपोनेंट हो सकता है मेरे पास कुछ बड़ा मैग्नेटाइजिंग करंट हो सकता है जब मैं दोनों को जोड़ता हूं तो नो लोड करंट प्राप्त होता है यहां तक कि मैंने जो पावर फैक्टर दिखाया है वह कुछ हद तक बेहतर है आम तौर पर यह उस तरह से नहीं होगा नो लोड पावर फैक्टर यह है यह जो एंगल 65 डिग्री के आसपास दिखा रहा हूं ऐसा नहीं होगा यह इस से अधिक होगा अगर यह एक अच्छी तरह से डिजाइन की हुई इंडक्शन मोटर है यदि मैं रोटर करंट को देखता हूं जिसे मैं यहां I2 के रूप में लिख सकता हूं जो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से प्राइमरी को रिफर्ड करंट के समान है उसी तरह यहां यह रोटर से स्टेटर की ओर रिफर्ड करंट है कृपया ध्यान दें कि ट्रांसफार्मर के मामले में यह सेकेंडरी साइड पर किस तरह का लोड है उसपर निर्भर करता है यहाँ यह इस बात पर निर्भर करने वाला है कि मैंने शाफ्ट पर कितना लोड लगाया है यदि मैं अधिक से अधिक लोड लगाया तो इसे अधिक से अधिक टार्क की आवश्यकता होगी अगर इसे अधिक टार्क की आवश्यकता होगी तो वह अधिक से अधिक करंट आकर्षित करेगा स्लिप बढ़ेगी जिसकी वजह से करंट बढ़ेगा इसलिए यहाँ मैं यह बताने जा रहा हूँ कि शाफ्ट पर लोड टॉर्क के आधार पर रोटर करंट कितना होगा ऐसा हो सकता है कि अगर मेरे पास फुल लोड टॉर्क है तो मेरे पास ऐसा कुछ करंट हो सकता है कृपया ध्यान दें कि यह करंट अभी भी लैग कर रहा है यह यूनिटी पावर फैक्टर पर नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास X2 है जिसे मैं नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता तो रोटर सर्किट का इम्पीडन्स R2sjX2 होगा तो बहुत स्पष्ट रूप से ये इन्डक्टिव नेचर का है I2 कितना लैग करेगा यह इस बात पर निर्भर करेगा लीकेज रीऐक्टन्स कितना है अब मुझे नो लोड करंट और रोटर करंट को जोड़ना होगा जिससे I1 मिलेगा I1 स्टेटर करंट है ये इंडक्शन मोटर का फेजर डायग्राम है जहाँ हमने सबकुछ स्टेटर पर रिफर किया है वैसे भी मैं डीसी मशीन से इंडक्शन मोटर में चला गया छात्र नेम प्लेट विवरण में जो दिया गया है वह उपयोगी शक्ति को दर्शाता है क्या ऐसा है प्रोफेसर फिर देखें यह विवरण पर निर्भर करता है आमतौर पर नेम प्लेट विवरण पर जो दिखाया गया है वह उपयोगी आउटपुट है नेम प्लेट डिटेल आपको हमेशा बताती है या विशेष रूप से एक उपभोक्ता के रूप में मैं जानना चाहता हूं कि मेरी मोटर कितना दे सकती है इसलिए मुझे यह मान लेना चाहिए कि नेम प्लेट पर जो विवरण दिया गया है वह अनिवार्य रूप से उपयोगी आउटपुट है इस तरह से आम तौर पर होता है पावर आउटपुट और पावर डिवेलप्ट समान नहीं हैं क्योंकि DC मोटर में पावर डिवेलप्ट EbIa होगी जो आप दे रहे हैं वह VtIa है जहाँ तक आर्मेचर का संबंध है VtIa में से Ia2Raको घटा रहे हैं जो कि आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप है आर्मेचर रेजिस्टेंस में पॉवर अपव्यय हो गई उसका आप कुछ नहीं कर सकते तो जो बचा है वह EbIa माइनस फ्रिक्शन एंड विन्डिज लॉसिज़ अगर दिए हैं यदि वे नहीं दिए गए हैं तो मैं आसानी से मान लूंगा कि यह आइडियल कंडीशन में फ्रिक्शन एंड विन्डिज लॉसिज़ जीरो हैं अगर यह दिया जाता है तो कृपया फ्रिक्शन एंड विन्डिज लॉसिज़ जीरो न मानें प्रॉब्लम में कहा गया है कि एक 230 वोल्ट 870 आरपीएम 100 एम्पीयर सेपरट्ली एक्साइटेड डीसी मोटर है इसका Ra 005 ओम के बराबर है यह 400 न्यूटन मीटर के टॉर्क के साथ ओवरहॉलिंग लोड से जुड़ी है उस गति को निर्धारित करें जिस पर रिजेनरेटिव ब्रेकिंग द्वारा मोटर लोड को नियन्त्रित रख सकती है तो यह पूछा जा रहा है कि रिजेनरेटिव ब्रेकिंग द्वारा मशीन किस गति से लोड को नियन्त्रित रख सकती है सबसे पहले मुझे आपको यह बताना होगा कि रिजेनरेटिव ब्रेकिंग क्या है तो रिजेनरेटिव ब्रेकिंग में आम तौर पर हम क्या करते हैं हमारे पास यह एक सेपरट्ली एक्साइटेड डीसी मशीन है और यह फील्ड है यह एक वोल्टेज आपूर्ति से जुड़ा हुआ है जो कि Va है तो आमतौर पर करंट इस तरह प्रवाहित होगा यह Eb है यह सामान्य मोटरिंग ऑपरेशन है जिस स्थिति में Eb Va IaRa होगा जिससे हम सभी इक्वेश़न लिखेंगे और फ़ील्ड करंट कान्स्टन्ट है जिसके कारण हम Te kɸIa kl Ia लिख सकते हैं यदि मैं रिजेनरेटिव ब्रेकिंग को शामिल करना चाहता हूं या तो मैं Va को कम करूं अगर यह एक रेक्टिफायर है तो Va को कम करने के लिए मैं एक वैरिएक उपयोग कर सकता हूं और अगर यह बैटरी है तो मैं कई संख्या में जुड़ी हुई बैटरी में से एक बैटरी को हटा सकता हूं जिससे कि Va कम हो जाएगा यदि Va कम किया जाये तो Eb Va से अधिक हो जायेगा मूल रूप से अगर Va 220 volts है और Eb 210 volts है हो सकता है कि मैंने एक 20 volts की बैटरी निकालकर Va को अब 200 volts कर दिया है तो स्पीड तुरंत कम नहीं होगी ऐसा इनर्श के कारण होगा इसलिए Eb अभी भी 210 वोल्ट ही रहेगा जिससे करंट विपरीत दिशा में बहने लगेगा यदि करंट किसी बैटरी में विपरीत दिशा में बहने लगे तो वह बैटरी चार्ज होने लगेगी इसलिए मैं अनिवार्य रूप से इनर्श में रोटेशनल सिस्टम में स्टोर्ड कनेटिक एनर्जी का उपयोग कर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित कर रहा हूँ और जिसे बैटरी या सोर्स में वापस लाया जा रहा है जिसकी वजह से मैं कनेटिक एनर्जी को खोने की प्रक्रिया का उपयोग कर रहा हूं बजाय इसके की उसे इक्स्टर्नल रिज़िस्टन्स में नष्ट किया जाए जैसा मैंने डायनामिक ब्रेकिंग में किया था यदि आप याद करें कि डायनेमिक ब्रेकिंग या रिओस्टैटिक ब्रेकिंग में हमने एक रिज़िस्टन्स लगाया था फील्ड अभी भी मौजूद था Eb करंट Ib को परिचालित कर रहा था और करंट Rb में हीट के रूप में पॉवर नष्ट कर रहा था यह हमने डायनेमिक ब्रेकिंग में किया तो यह डायनेमिक ब्रेकिंग या रिओस्टैटिक ब्रेकिंग हुई क्योंकि यहाँ हम एक रीअस्टैट जोड़ा था जबकि यह रीजेनरेटर ब्रेकिंग है तो देखें यहाँ किया हो रहा है Ia की दिशा बदल गई है और If की दिशा अभी वही है जिससे टार्क Te की दिशा बदल गई टार्क Te की दिशा बदल गई और स्पीड अभी भी फॉरवर्ड डायरेक्शन है इसलिए मैं इसे ब्रेकिंग कह रहा हूँ रिओस्टैटिक ब्रेकिंग और रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के बीच केवल यह अंतर है रिजेनरेटिव ब्रेकिंग में मैं कनेटिक एनर्जी का उपयोग कर रहा हूं जबकि रिओस्टैटिक ब्रेकिंग में मैं हीट के रूप में इस एनर्जी को नष्ट कर रहा हूं इसलिए मैं इसका उपयोग नहीं कर पा हूं हम दिल्ली मेट्रो में रिजेनरेटिव ब्रेकिंग का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि हम ऊर्जा का इतना नुकसान नहीं उठाना चाहते हैं इसलिए आम तौर पर हम रिजेनरेटिव ब्रेकिंग का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करते हैं कि सभी ऊर्जा वापस बिजली में परिवर्तित हो जाए और फिर हम एक बार फिर इसका उपयोग कर सकें छात्र इलेक्ट्रिकल मशीन के मैकेनिकल ब्रेकिंग में एनर्जी को कैसे चैनलाइज़ किया जाता है प्रोफेसर यह वास्तव में फ्रिक्शन के कारण ब्रेक शूज में हीट के रूप में नष्ट हो जाती है जैसे पेट्रोल आधारित वाहन डीजल आधारित वाहन या साइकिल में फ्रिक्शन लगाकर पहिया रोकने की कोशिश की जाती है तो वहां यह हीट के रूप में नष्ट हो जाती है इसीलिए अगर आप कई पुरानी कारों को देखेंगे तो देखेंगे कि हीट के कारण ब्रेक पैडल और ब्रेक शूज़ बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं आप फिर से कनेटिक एनर्जी को हीट में परिवर्तित कर रहे हैं लेकिन इसपर आपको बहुत अधिक नियंत्रण नहीं होता है क्योंकि मैं पैर से कितना नियंत्रण कर सकता हूँ पैर को मैं कितना दबा रहा हूं यह थोड़ा मुश्किल है जबकि यहाँ मैं रिज़िस्टन्स लगा कर आसानी से करंट को नियंत्रण कर सकता हूँ यदि आप तुरंत रोकने के बारे में बात करें तो हो सकता है यह तुरंत रूक जाए जैसा आप सोचते हैं अगर यहाँ मैं एक छोटा रिज़िस्टन्स लगाता हूं तो यह मुझे एक बहुत अच्छा स्टापिंग कंट्रोल देगा इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग आपको वास्तव में बहुत अच्छा नियंत्रण देता है यही कारण है कि इलेक्ट्रिक वाहनों में उत्कृष्ट ब्रेकिंग मैकेनिज्म होगा अगर इसे ठीक से डिजाइन किया गया है यह रिजेनरेटिव ब्रेकिंग है आपको मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक के रूप में दिखाने की कोशिश करता हूँ यह स्पीड है यह टार्क है यह डीसी मशीन की सामान्य कैरेक्टरिस्टिक है हो सकता है कि मशीन इस पॉइंट पर काम कर रही थी यह ऑपरेटिंग पॉइंट था अब अगर हम कहें कि यह वाहन नीचे की ओर जा रहा है तो क्या होगा स्पीड बहुत बढ़ जाएगी मुझे यह पसंद हो या न हो और बढ़कर यह रेटेड स्पीड से अधिक हो सकती है अगर यह एक मशीन या कहें कि एक लिफ्ट है जिसमे 4 लोग हैं और नीचे की ओर आ रही है अगर वहां कोई नियंत्रण नहीं है तो दुर्घटना हो जाएगी लेकिन रिजेनरेटिव ब्रेकिंग में अगर यह तेज स्पीड से नीचे आ रही है और कैरेक्टरिस्टिक में देखें टॉर्क अपने आप नेगेटिव हो रहा है यहाँ देखें यह टार्क पॉजिटिव दिशा में है और यह टार्क नेगेटिव दिशा में है जब स्पीड ज़्यादा है यहाँ तक कि यह नो लोड स्पीड से भी ज़्यादा है तब रिजेनरेटिव ब्रेकिंग हो रही है और यह तभी मुमकिन है जब हम ऐसे तंत्र की बात जहाँ स्पीड नो लोड स्पीड से ग्रैविटी के कारण ज़्यादा हो जाए लेकिन जब हम मैदान में जा रहे हैं तो रिजेनरेटिव ब्रेकिंग मुमकिन नहीं होगी यहाँ यह तभी मुमकिन होगी जब हम बैटरी वोल्टेज को कम करें तो अगर हमें रीजेनरेटिव ब्रेकिंग करना है तो तभी मुमकिन है जब ढलान हो या ग्रेविटी की वजह से स्पीड नो लोड स्पीड से अधिक हो जाए तो अब इसे ध्यान में रखते हुए हम इस प्रॉब्लम को हल करने का प्रयास करतें हैं कृपया समझने की कोशिश करें अगर मैं कहता हूं यह ओवरहालिंग टॉर्क है तो इसका मतलब है यह नेगेटिव टॉर्क है क्योंकि हम ब्रेकिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो यह टॉर्क 400 न्यूटन मीटर है ओर यह 230 वोल्ट 870 आरपीएम 100 एम्पीयर कृपया डेटा याद रखें तो Eb होगा 230 माइनस 100 एंपियर करंट और 005 ओम रजिस्टेंस Eb हुआ 225 वोल्ट यह 870 आरपीएम और रेटेड एक्साइटेशन पर है क्योंकि हम एक्साइटेशन को बदलने की बात नहीं कर रहे हैं तो हम kϕ लिख सकते हैं kφ2252πवोल्टस पर रेडियन पर सेकंड और कहा गया है कि 400 न्यूटन मीटर ओवरहालिंग टार्क है जो वास्तव में 400 न्यूटन मीटर होगा हम कह सकते हैं की आर्मेचर करंट होगा Ia 400kφ जो वास्तव में नेगेटिव होगा करंट की दिशा बदल गई जिसका मतलब हुआ कि अब यह आर्मेचर से सप्लाई की ओर जा रहा है अब मुझे पता करना है कि Eb इस स्थिति में कितना होगा कृपया समझें कि अब करंट इस तरफ बह रहा है और यह Eb है या Eg अगर यह एक जेनरेटर के रूप में काम कर रहा है तो मैं कह सकता हूं रिजेनरेटिव ब्रेकिंग में Eb होगा Eb Vt IaRa करंट विपरीत दिशा में बह रहा है तो जो भी वोल्टेज जेनरेट होगा उसमे से IaRa ड्राप होगा बाकी टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा यहां हम कह सकते हैं Vt अभी भी 230 वोल्ट है Ia हमें पहले ही मिल गया है जिसे हम कह रहे हैं Ia Ra 005 है तो यहां से हमें वोल्टेज मिल गया अब 𝜔 पाने के लिए वोल्टेज को kϕ से भाग करेंगे तो यह स्पीड है जिस पर यह 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में वोल्टेज जेनरेट करेगा यही इसका मतलब है मैंने इसे एक फिक्स्ड वोल्टेज की बैटरी से जोड़ा है वोल्टेज किसी भी तरह से यह 230 से अधिक नहीं हो सकता है इसी कारण रीजेनरेटिव ब्रेकिंग हो रही है अगर मेरे पास एक वैरिएबल वोल्टेज नहीं है तो केवल यह काम कर सकता है कि टर्मिनल वोल्टेज एक कान्स्टन्ट के रूप में है जो अधिकांश डीसी मोटर ड्राइव्स में होता है अगर आप टर्मिनल वोल्टेज को कम नहीं कर सकते तो यह तभी हो सकता है जब बैक ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज से अधिक हो जाये और यहाँ यह ग्रेविटी के खिंचाव के कारण अधिक हो गया है Eb का मान 230 से ज्यादा होगा क्योंकि Eb VtIaRa Eb और Vt के अंतर से Ia नियंत्रित होगा Vt फिक्स्ड है और Eb स्पीड पर निर्भर करता है तो स्पष्ट रुप से यह तभी हो सकता है जब स्पीड 870 आरपीएम से अधिक होगी यहां तक कि यह 870 आरपीएम पर भी नहीं हो सकता उत्तर कितना है 921 या मुझे 920 वास्तव में 9204 मिल रहा था यह 240 वोल्ट अनसैचुरेटेड शंट मोटर है जिसका अर्थ है कि फ्लक्स अनिवार्य रूप से If के प्रपोर्शनल है इस मोटर का आर्मेचर रेजिस्टेंस ब्रश और इंटरपोल मिलाकर 004 ओम तो Ra होगा 004 और Rf 100 ओम है पता लगाएं कि फील्ड सर्किट में कितना रेजिस्टेंस जोड़ा जाए जिससे स्पीड 200 एंपियर सप्लाई करंट पर 1200 से 1500 आरपीएम हो जाए सप्लाई करंट 200 एंपियर है स्पीड को 1200 से 1500 आरपीएम तक बढ़ाना है तो अगर सप्लाई करंट 200 एंपियर है इसमें आर्मेचर करंट और फील्ड करंट दोनों शामिल है तो देखें सबसे पहले If होगा 240100 24 एम्पीयर और होगा Ia IL −If 200 24 1976A अगर मुझे Eb मिल जाए तो मैं kΦ या kIf को प्राप्त कर सकता हूं तो kΦ होगा kφEb2π24 A If पर

अब मैं स्पीड को 1500 आरपीएम तक बढ़ाना चाहता हूं जिसके लिए मुझे फील्ड को कमजोर करना होगा इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है अगर मैं फील्ड को कमजोर करूं तो स्पीड बढ़ जाएगी इसलिए मैं फील्ड कमजोर करके स्पीड को 1500 आरपीएम तक बढ़ाना चाहता हूं अगर If का नया मान If के बराबर है और लाइन करंट नहीं बदल रहा है नया Ia 200 माइनस If lanew 200 If के बराबर होगा Eb होगा Eb240 004200 If और यह 1500 आरपीएम पर होगा यहाँ हम kΦ की बजाय K1If लिख सकते हैं और मै कह सकता हूँ kΦ K124 तो मैं K1 का मान पता कर सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ Ebk1If2π150060 और यहाँ से मैं If के लिए हल कर सकता हूँ जब मैं हल करूं 240100RextfIf तो मुझे Rextf मिल जायेगा अगर फील्ड रेजिस्टेंस बढ़ा दिया जाए जैसा कि पार्ट ए में है तो पता करें कि 100 एंपियर सप्लाई करंट पर स्पीड क्या होगी Ia होगा Ia100 If इस से आप ड्रॉप IaRa ड्राप पता कर सकते हैं जिससे आपको Eb का नया मान मिल जायेगा है Eb के नए मान से स्पीड पता कर सकते हैं याद रखें यहाँ आपको kIf का उपयोग करना है न कि kIf भाग सी में मशीन को 240 वोल्ट पर 200 एम्पीयर देने के लिए जेनरेटर के रूप में चलाया गया है तो Ia होगा 200If और फील्ड करंट If को मैंने पार्ट में पता किया था जो 24 एम्पेयर था और Ia होगा 2024 एम्पेयर हम Eg को लिख सकते हैं Eg240IaRa यहां से हमें जेनरेटेड वोल्टेज मिल जाएगा हमने 1200 आरपीएम पर Eb की कैलकुलेट किया था जब फील्ड करंट 24 एम्पेयर था अब स्पीड 1200 आरपीएम हैं इसलिए मुझे रेश्यो का फिर से उपयोग करना होगा तो Eb or Eg 1200 आरपीएम और 24 एम्पीयर If पर 2321 वोल्ट था अब Eg वोल्ट 1200 आरपीएम और किस If पर होगा उनमें से अधिकांश रेश्यो एंड प्रपोर्शन पर काम करते हैं क्योंकि हम शायद ही कभी मैग्नटज़ैशन केरक्टरिस्टिक के नॉन लिनीअर हिस्से की बात करते हों अक्सर हम खुद को लिनीअर हिस्से तक सीमित करने की कोशिश करते हैं लेकिन अगर हम नॉन लिनीअर हिस्से में जा रहे हैं तो हम कह सकते हैं करंट इतना बढ़ेगा तो आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स को इतने प्रतिशत तक कमजोर करेगा यह If नहीं If है तो मैं कह सकता हूँ 200 If Ra240 Eg α k1If1256